पिछली क्लास में हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में शुरू किया और मैं सामान्य रूप से 3 फेज मशीनों के बारे में संक्षेप में बात कर रहा था और हमने स्टेटर और रोटर की संरचना के साथ शुरुआत की इसलिए हमने पहले कहा कि स्टेटर जो कि बाहरी सदस्य है के पास मूल रूप से 3 फेज वाइंडिंग होना चाहिए इसलिए हम स्टेटर को कुछ इस तरह से अंदर की परिधि में स्लॉट के साथ रखने जा रहे हैं तो यह है कि कैसे स्लॉट होंगे मैं बस स्लॉट को कुछ इस तरह दिखा रहा हूं और हम इस तरह से स्लॉट में वाइंडिंग करने जा रहे हैं तो हम इस तरह से स्लॉट के अंदर वाइन्डिंग करने जा रहे हैं जो वास्तव में 3 फेज की वाइंडिंग होगी इसलिए मेरे पास R Y B विशेष रूप से या A B C फेज स्वतंत्र रूप से बंधे होंगे लेकिन पहुंच कुछ इस तरह से होगी कि यदि A फेज की पहुंच यहां कहीं है तो B फेज की पहुंच यहां कहीं होगी और C फेज की पहुंच यहां कहीं होगी उन तीनो को एक दूसरे से 120 डिग्री स्थानांतरित किया जाएगा तो इस तरह वे बांधे जा रहे हैं तो यह इंडक्शन के साथ साथ सिंक्रोनस मशीनों के लिए स्टेटर वाइंडिंग की संरचना है तो दोनों बहुत ही समान संरचना वाले हैं जहाँ तक स्टेटर वाइंडिंग संरचना और स्टेटर संरचना की बात है l कोर फेरो चुंबकीय सामग्री से बना है और मैं उन पर मूल रूप परत चढाने जा रहा हूं जब तक यह परतदार नहीं होगा मेरे पास बड़ी मात्रा में एड़ी करंट की हानि होगी एड़ी करंट की मौजूदा हानियों को कम करने के लिए यह कई परतो से बना होगा जो एक दूसरे के साथ इकट्ठा रखा रहेगा जोकि वार्निश की मदद से एक दूसरे से अछूता रहेगा जैसे कि हमने ट्रांसफार्मर के मामले में किया था वैसा ही यही बात अच्छी हैं और जहां तक रोटर की बात थी हमने कहा कि दो प्रकार के रोटर हैं और हमने मुख्य रूप से अंतिम क्लास् में स्क्वीररेल केज रोटर के बारे में बात की थी स्क्वीररेल केज रोटर में भी रोटर स्लॉट के अंदर कंडक्टर एम्बेडेड होगा रोटर स्लॉट रोटर के बाहरी परिधि में होगा क्योंकि रोटर आंतरिक सदस्य होगा मेरे पास रोटर यहां होंगे यह रोटर है इसलिए अगर मैं कहता हूं कि रोटर अंदर है तो मेरे रोटर में अनिवार्य रूप से बाहरी परिधि में कुछ इस तरह से स्लॉट्स होंगे यह इस प्रकार है और यह इस तरह से पूरा हो गया है तो सभी बाहरी परिधि में मेरे टीथहोंगे और दो टीथ के बीच में मूल रूप से स्लॉट होगा l और मेरे पास यह भी लेमिनेटेड होगा यह कोर भी लेमिनेटेड होगा क्योंकि इसमें भी प्रेरित धाराएं होंगी जो अल्टरनेटिंग प्रकृति की होती हैं तो जाहिर है मैं उन्हें बिना लेमनेशन के नहीं रख सकता तो यह भी एक लेमिनेटेड कोर है जिसकी वजह से इनमें से प्रत्येक स्लॉट में कंडक्टर लगाए जा सकते हैं यदि यह एक स्क्वीररेल केज रोटर है तो उस मामले में स्क्वीररेल केज रोटर मोटी होने जा रही है इसलिए उन्हें रोटर बारस कहा जाता है रोटर कंडक्टर के रूप में उन्हें कहने के बजाय जो स्वरूप में पतली है ये रोटर बार हैं जो वास्तव में मोटी हैंl तो उन्हें एक तांबे या एल्यूमीनियम से बनाया जा सकता है इसलिए यह तांबा या एल्यूमीनियम हो सकता है इसलिए अगर यह कम किलो वाट की मोटर है तो यह एल्यूमीनियम हो सकता है क्योंकि हम क्षमता के बारे में इतना ध्यान नहीं रखते हैं l तांबे की तुलना में i2r हानि थोड़ा अधिक हो सकता है लेकिन अगर यह एक बहुत ही उच्च क्षमता वाली मोटर है तो करंट भी बड़ा होगा इसलिए मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि i2r हानि बहुत अधिक न हों l और मेरे पास बहुत कम दक्षता नहीं होनी चाहिए आम तौर पर बड़ी क्षमता वाले मोटर्स को एक बेहतर प्रदर्शन के लिए रखते हैंl क्योंकि हर प्रतिशत दक्षता ऊर्जा या बिजली की खपत के मामले में मायने रखती है इसलिए यही कारण है कि आमतौर पर उच्च क्षमता वाली मशीनों के डिजाइन को सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है इसलिए आमतौर पर उच्च क्षमता वाली मोटरों के लिए यह तांबा हो सकता है जबकि कम क्षमता वाली मोटरों के लिए यह एल्यूमीनियम हो सकता है इसलिए यदि यह दस किलो वाट का है तो हम अभी भी इसे कम क्षमता कह सकते हैं यदि आप सैकड़ों किलो वाट की बात कर रहे हैं तो हम इसे उच्च क्षमता कह सकते हैं हम भिन्नात्मक किलो वाट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं शायद ही कभी 3 फेज मशीनों का उपयोग आंशिक किलो वाट के लिए किया जाता हो अधिकांश समय हम भिन्नात्मक किलो वाट क्षमता के लिए 1 फेज मशीनों का उपयोग करते हैं तो इस मामले में हमारे पास जो होंगे वे होंगे दो एंड रिंग्स अगर मैं उस कोर के बारे में भूल जाऊं तो मेरे पास अनिवार्य रूप से स्लॉट में रोटर बार होंगेऔर तो अंत में वे अनिवार्य रूप से शॉर्ट सर्किट होने वाले हैं एंड रिंग्स नामक चीज की सहायता से यह एंड रिंग हैl एंड रिंग भी एल्यूमीनियम या तांबे से बना होगा इसलिए वे अनिवार्य रूप से शॉर्ट सर्किट हैं मैं रोटर की संरचना के साथ बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता मैं प्रतिरोध को बदल नहीं कर सकता मैं रोटर के किसी भी पैरामीटर को बदल नहीं कर सकता यह पहले से ही फिक्स है जब मैं डिजाइन करता हूं तो मैंने इसे तांबे की सामग्री या एल्यूमीनियम सामग्री की एक विशेष प्रतिरोधकता के साथ डिजाइन किया होगा मैं इसे बदल नहीं सकता तो यह अनिवार्य रूप से एक पिंजरे की तरह दिखता है और यही कारण है कि इसे केज रोटर का नाम मिला है और यह गिलहरी की पीठ की रेखाओं की तरह है इसलिए इसे आमतौर पर स्क्वीररेल केज रोटर के रूप में जाना जाता है छात्र प्रतिरोध और करंटवहन क्षमता के संदर्भ में तांबे और एल्यूमीनियम कंडक्टर के बीच क्या अंतर है प्रोफेसर एल्यूमीनियम में मूल रूप से उच्च प्रतिरोधकता होती है यदि आप दो सामग्रियों की प्रतिरोधकता की तुलना करते हैं तो तांबे में बेहतर करंट डेंसिटी होगा उच्च करंट डेंसिटी झेलने में सक्षम होगा एल्यूमीनियम केवल कम करंट डेंसिटी का सामना करने में सक्षम होगा और इसी तरह एल्यूमीनियम की तुलना में तांबे की प्रतिरोधकता छोटी होती है इसलिए अगर मुझे एक बहुत ही उच्च क्षमता की मोटर चाहिए तो मुझे एक छोटे क्रॉस सेक्शन क्षेत्र के साथ भी बड़ा विद्युत प्रवाह वाला मटेरियल चाहिए जोकि कॉपर है l और फिर भी लॉस कम होगा तो यह दक्षता के बारे में बता देंगे यही कारण है तो यह एंड रिंग है इन दोनों चीजों को एंड रिंग कहा जाता है और ये रोटर बार हैं ये रोटर बार हैं l तो यह एक स्क्वीररेल केज रोटर की विशिष्ट संरचना है जो वास्तव में ऊंचा नीचा है क्योंकि वे अनिवार्य रूप से एक साथ वेल्डेड हैं यदि मेरे पास रोटर कंडक्टर हैं जो स्लॉट के अंदर निवास कर रहे हैं तो तांबे के रिंग्स वेल्डेड होंगे इसलिए आपके पास वहां कोई गतिशील संपर्क नहीं है यह लगातार घूमता रहेगा यहां तक कि जब यह घूम रहा है तो भी आपको कोई गतिशील संपर्क नहीं हो रहा है सब कुछ एक ठोस संरचना है तो आप शायद ही स्क्वीररेल केज रोटर में कुछ टूटा फूटा देख पाए इसलिए एक बार जब आप इसे सेवा में डाल देते हैं तो आप इसके बारे में दशकों तक भूल सकते हैं कोई समस्या नहीं है तो रखरखाव मुक्त संचालन स्क्वीररेल केज इंडक्शन मोटर के विशेष विक्रय बिंदुओं में से एक है इसलिए मुझे इसे डीसी मशीनों के विपरीत बिल्कुल भी बनाए रखने की ज़रूरत नहीं है जहां मुझे कम्यूटेटर ब्रश की व्यवस्था के साथ हमेशा खेलना होता है सुनिश्चित करें कि स्प्रिंग इसे कसकर पकड़े हुए है कम्यूटेटर को छू रहा है और इसी तरह आगे दूसरे प्रकार के रोटर जिस पर हम अभी चर्चा करना चाहते हैं दूसरे प्रकार का रोटर वून्ड रोटर या स्लिप रिंग रोटर है l छात्र क्या हम रोटर को आर्मेचर कह सकते हैं प्रोफेसर यहां कोई आर्मेचर नहीं है हम इसे आर्मेचर नहीं कहते हैं वैसे आर्मेचर विशेष शब्द है जिसका उपयोग केवल सिंक्रोनस मशीन और डीसी मशीन में किया जाता है यहां हम इसे आर्मेचर के रूप में नहीं कहते हैं हम इसे केवल रोटर के रूप में कहते हैं रोटर में हमारा रोटर करंट पर कोई नियंत्रण नहीं होगा क्योंकि यह केवल एक इंड्यूस्ड करंट है यह कैसे इंड्यूस् होता है हम देखने जा रहे हैं ऑपरेशन का सिद्धांत लेकिन इंड्यूस्ड करंट स्टेटर की तरफ से होती है यह एक ट्रांसफार्मर क्रिया की तरह है l इसलिए अगर मुझे उस प्रतिरोध पर कोई नियंत्रण नहीं है जिसे मैं शामिल कर सकता हूं या एक इंडक्टेंस पर कोई नियंत्रण नहीं है जो मैं सर्किट में शामिल कर सकता हूं जो प्रतिरोध और इंडक्टेंस का अंतर्निहित मूल्य है जो करंट को सीमित करता है इसलिए मेरे पास करंट के मूल्यों के साथ खेलने का कोई तरीका नहीं है जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ है वह रोटर के अंतर्निहित एमपीडेंस से विभाजित होकर मुझे करंट देगा इसलिए जहां तक रोटर का संबंध है मेरा करंट पर कोई नियंत्रण नहीं है मैं इसे माप भी नहीं सकता रोटर करंट के साथ साथ रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ तक कोई पहुंच नहीं है इसलिए रोटर करंट और रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है हम आगे के ऑपरेशन को देखेंगे जो शायद आपके लिए कुछ बेहतर मामलों को स्पष्ट करेगा l ठीक है जहां तक वून्ड रोटर का संबंध है संरचना स्टेटर संरचना के समान है तो यह भी 3 फेस वाइंडिंग है और घुमावदार संरचना स्टेटर घुमावदार संरचना के समान है इसलिए मैं मूल रूप से आपके मोटर के रोटर के भीतर बैठकर 3 फेस वाइंडिंग करने जा रहा हूं इसलिए अगर मेरे पास मूल रूप से रोटर की संरचना कुछ इस तरह है तो कुछ बिंदु पर A फेज हो सकता है शायद दूसरे बिंदु पर B फेज और तीसरे बिंदु पर C फेज कुछ इस तरह से होगा मैं रोटर के बाहरी परिधि के चारों ओर A B और C फेज वाइंडिंग फैला रहा हूं इसलिए यदि मेरे पास 3 फेज स्टेटर है तो मुझे 3 फेज रोटर रखना होगा अगर मेरे पास स्टेटर के लिए 2 पोल 4 पोल 6 पोल 8 पोल हैं तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास है स्टेटर के साथ साथ रोटर के लिए भी समान पोल कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए मेरे पास दोनों के लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो सकते जबकि केज में सभी केज रोटर बार कितनी भी करंट ले जा सकता है lहम नहीं जानते कि यह A फेज करंट है या B फेज करंट है या C फेज करंट है वे खुशी से A फेज से दूसरे फेज में चित्रित करेंगे या सब कुछ एक साथ ले जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है कि यह किसी विशेष फेज या विशेष ध्रुव से संबद्ध होने जा रहा है तो वे खुद को बहुत अच्छी तरह से 2 पोल 4 पोल 6 पोल 8 पोल 3 फेज 2 फेज सिंगल फेज किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के साथ समायोजित कर सकते हैं इसलिए जब आपके पास स्क्वीररेल केज का रोटर होता है तो यह किसी भी संख्या में फेज किसी भी संख्या में पोल के साथ खुद को समायोजित करने के मामले में बिल्कुल लचीला होता है इसलिए अगर मेरे पास एक केज रोटर है जो 3 चरण इंडक्शन मोटर में काम कर रहा है तो मैं इसे हमेशा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के लिए रख सकता हूं जब तक कि यह करंट क्षमता के संदर्भ में यंत्रवत् रूप से व्यवहार्य और विद्युत रूप से व्यवहार्य है यदि रोटर करंट जो सिंगल फेज मशीन द्वारा चलाया जाता है को 3 फेज मशीन द्वारा भी रोक लिया जा सकता है तो मैं रोटर को इंटरचेंज कर सकता हूं कोई भी समस्या नहीं होगी यह पूरी तरह से खुद को एडजस्ट कर लेगी l जबकि वुन्ड रोटर यह विशेष रूप से चरणों की एक विशेष संख्या और पोल की विशेष संख्या के लिए घाव है इसलिए मैं 4 पोल मशीन को 2 पोल मशीन के साथ बदल नहीं सकता इसलिए वुन्ड रोटर के साथ लचीलापन एक प्रमुख मुद्दा है मेरे पास लचीलापन नहीं होगा ऐसा नहीं है कि हर दूसरे दिन हम 2 पोल मशीन से 4 पोल मशीन में बदलने जा रहे हैं और रोटार को इंटरचेंज कर रहे हैं लेकिन अगर कोई समस्या है रोटर गैर कार्यात्मक हो सकता है तो मैं किसी अन्य मशीन से ठीक नहीं कर सकता इसलिए यदि यह कंडक्टर की व्यवस्था करने का तरीका है तो मैं उन्हें दिखा सकता हूं कि क्या यह स्टार जुड़ाव हुआ है उदाहरण के लिए मैं 3 चरण के कंडक्टर को कुछ इस तरह दिखा सकता हूं एक वुन्ड रोटर में रोटर को मैं दिखा सकता हूं कि 3 चरण वाइंडिंग एक स्टार में कुछ इस तरह से जुड़ा हो सकता है अब मैंने उन्हें शार्ट सर्किट नहीं किया है कृपया याद रखें कि स्क्वीररेल केज में यह शार्ट सर्किट है यहां वे कशार्ट सर्किट नहीं हैं इसलिए यहां स्लिप रिंग काम में आते हैं मेरे पास अगर मैं कल्पना करू कि यह मेरा शाफ्ट है यहां मेरा रोटर है इसलिए रोटर आमतौर पर एक बड़ा व्यास होगा यह मेरा रोटर है और शाफ्ट तय हो गया है और आप जानते हैं कि यह मेरी रोटर संरचना के साथ स्पष्ट रूप से संलग्न होने जा रहा है तो यह रोटर संरचना के साथ लगा हुआ है अब मेरे पास एक स्लिप रिंग होने वाली है जो एक रिंग की तरह होती है जिसे उंगली पर पहना जाता है इसी तरह आप स्लिप रिंग को अपने शाफ्ट पर खिसकाते जा रहे हैं लेकिन स्लिप रिंग और शाफ्ट के बीच में ही इंसुलेशन होगा क्योंकि शाफ्ट भी सभी संभावनाओं में लोहे से बना है जो एक कंडक्टर भी है तो मुझे रिंग और शाफ्ट के बीच किसी प्रकार का इन्सुलेशन चाहिए इसलिए मेरे पास रबड़ के अस्तर जैसा कुछ भी हो सकता है या ऐसा कुछ भी जो अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेगा कि दोनों एक दूसरे से अछूते हैं तो हम A चरण के लिए कह सकते हैं की यह A फेज वाइंडिंग है और मैं इस A चरण को सीधे A चरण स्लिप रिंग में बंधे या वेल्डेड से जोड़ने जा रहा हूं इसलिए जब स्लिप रिंग घूमते हैं तो कंडक्टर भी घूमते हैं जो रोटर के भीतर होते हैं इसलिए मेरे पास स्लिप रिंग और कंडक्टर का इंटरवेनिंग नहीं होगा यह स्लिप रिंग और आर्मेचर वाइंडिंग वैसे ही है जैसे मेरे डीसी मशीन के है यह अनिवार्य रूप से एक ही है केवल एक बात है यहां तांबा अभ्रक तरह की कोई चीज नहीं है यह एक निरंतर रिंग है जो तांबे से बना है इसलिए यह तांबे के छल्ले में से एक है दूसरी तांबे की रिंग फिर से पहले तांबे की अंगूठी से अछूता होगी वे एक ही मोटाई के होंगे हालांकि मैंने इसे इस तरह नहीं दिखाया है इन दोनों के बीच इन्सुलेशन होना चाहिए और मेरे पास तीसरी स्लिप रिंग है जो तीसरे चरण के अनुरूप है तो मैं मूल रूप से कनेक्ट करूंगा यदि मैं इसे B और C कहूं तो B इस तरह से जुड़ा होगा C इस तरह से जुड़ा होगा तो मेरे पास 3 चरण कंडक्टर हैं जो 3 स्लिप रिंग से जुड़े हैं स्लिप रिंग घूमते हैं रोटर घूमता है कंडक्टर भी घूमता है इसलिए रोटर को घुमाते समय कॉइल का कोई इंटरवेनिंग नहीं है कोई समस्या नहीं है अब हमारे पास ब्रश होंगे जो यहां संपर्क करेंगे उदाहरण के लिए A चरण के लिए मेरे पास यहाँ ब्रश हो सकता है B चरण के लिए मेरे यहाँ ब्रश हो सकता है और C चरण के लिए मेरे यहाँ एक ब्रश हो सकता है इसलिए मेरे पास 3 ब्रश हैं जो स्थिर हैं तो यह मेरा शाफ्ट है उस पर स्लिप रिंग है और ब्रश सिर्फ स्लिप रिंग को छू रहे हैं ताकि वे स्प्रिंग व्यवस्था की मदद से स्थिर हुए ब्रश को घुमा सके l यह चल रहा है यह भी घूम रहा है यह रोटर है और यह भी घूम रहा है क्योंकि यह रोटर के अंदर स्थित है कंडक्टर भी घूम रहे हैं मैं आंतरिक रूप से उन्हें शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकता इसलिए मैं जो कर रहा हूं मैं उसे बाहर लाने की कोशिश कर रहा हूं और फिर मैंने 3 स्लिप रिंग 3 ब्रश रखें और ब्रश से अब मैं बाहर कनेक्शन ले सकता हूं तो ये कनेक्शन बाहर आ जाएंगे और यह डीसी मोटर में आर्मेचर कनेक्शन की तरह रखा रहेगा यह मशीन के बाहर होगा इसलिए मैं जो भी करना चाहूं वह कर सकता हूं मैं उन्हें सीधे शॉर्ट सर्किट कर सकता हूं अगर मैं प्रतिरोध या अधिष्ठापन को संशोधित नहीं करना चाहता हूं यदि मैं प्रतिरोध या अधिष्ठापन को संशोधित करना चाहता हूं तो मैं कुछ और प्रतिरोधों को शामिल कर सकता हूं कुछ और इंडक्टेंस को शामिल कर सकता हूं जो मैं करना चाहता हूं यदि मैं विशेषताओं को संशोधित करना चाहता हूं तो मैं वोल्टेज को माप सकता हूं मैं धाराओं को माप सकता हूं क्योंकि मैंने सभी टर्मिनलों को निकाला है इसलिए मेरे पास रोटर धाराओं की पूरी पहुंच है तो स्लिप रिंग मशीन से स्पष्ट रूप से रोटर मापदंडों पर एक बेहतर नियंत्रण होने का फायदा है स्क्वीररेल केज रोटर मशीन की तुलना में लेकिन बीहड़ होने का सबसे बड़ा फायदा स्क्वीररेल केज रोटर मशीन को है इसे इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता यह रखरखाव मुक्त है जबकि स्लिप रिंग रोटर हमेशा मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि स्लिप रिंग के साथ ब्रश की व्यवस्था ठीक काम कर रही है और क्या वे उचित संपर्क प्रदान कर पा रहे हैं यह बिना कहे चल जाता है कि स्पार्किंग होगी यदि संपर्क उचित नहीं है तो स्पार्किंग होगी तो बहुत स्पष्ट है कि स्लिप रिंग मशीन भी ज्वलनशील वातावरण में काम करने के लिए एक अच्छा उम्मीदवार नहीं है क्योंकि अगर कोई स्पार्किंग होती है तो यह खतरनाक होने वाला है तो इसके अपने फायदे हैं जब हम वास्तव में विशेषता को देखते हैं तो हम तुलना पर नजर डालते हैं अब सबसे पहले हमें 3 चरण के लिए क्यों जाना है हम केवल एकल चरण के साथ काम क्यों नहीं कर सकते सिंगल फेज बहुत सरल है आपके पास बस एक वाइंडिंग हो सकती है जबकि 3 चरण में मुझे वाइंडिंग के 3 सेट करने होंगे यह केवल इसलिए है क्योंकि जब मैं वास्तव में एक एकल चरण मशीन को देखता हूं तो मेरे पास कुछ इस तरह से वोल्टेज हो सकता है जबकि मेरा करंट यदि मैं मान लेता हूं कि यह थोड़ा इंडक्टिव है तो करंट निश्चित कोण से वोल्टेज के पीछे रहेगा और अगर मैं समग्र शक्ति को देखने की कोशिश करता हूं तो यह V और I का गुणा है तो यह मेरा वोल्टेज है यह मेरा करंट है यह मामला एकल चरण का है यदि मैं शक्ति को देखता हूं तो यह करंट इस तरह से जारी रहेगा क्योंकि यह प्रकृति में अलटेरिंग है इसलिए मेरे पास इस भाग के दौरान नकारात्मक शक्ति होने वाली है मैं इस भाग के दौरान शक्ति को सकारात्मक रखने जा रहा हूं इस भाग के दौरान फिर से नकारात्मक इस भाग के दौरान सकारात्मक और इस भाग के दौरान नकारात्मक तो यह का गुणा है तो शक्ति एक स्थिर नहीं है शक्ति निरंतर दोलन कर रही है और यह नकारात्मक दिशा में भी जा रही है इसलिए यह अप्रत्यक्ष रूप से रियेक्टिव शक्ति में योगदान कर रहा है इसलिए यह आगे और पीछे जा रहा है वह शक्ति जो आपूर्ति से लोड या मोटर में प्रवाहित होती है और फिर उस लोड के लिए वह अनिवार्य रूप से एक सकारात्मक शक्ति या वास्तविक कार्य है और वह इंडक्टेंस में संग्रहीत फील्ड एनर्जी के रूप में आगे और पीछे हो रहा है संभवत इसे कुछ समय के दौरान वापस दिया जाता है तो यह अनिवार्य रूप से रियेक्टिव शक्ति है इसलिए यह किसी भी उपयोगी कार्य के लिए योगदान नहीं करता है तो यह सबसे पहला पॉइंट है जब हम पहले चरण और 3 चरण सिस्टम के लिए बात करते हैं एकल फेज में लगातार आप पावर में दोलन करगे आपके पास एक स्थिर पावर नहीं रहेगी आपके पास एक अच्छी मात्रा में रियेक्टिव पावर होगी वो रियेक्टिव पावर अनिवार्य रूप से किसी भी उपयोगी काम में योगदान नहीं कर रहे हैं और इसलिए भी कि मेरे पास पावर इस तरीके से दोलन कर रही है यदि कभी मैं कहूं ओमेगा Omega ω आम तौर पर मैकेनिकल टाइम कांस्टेंट द्वारा नियन्त्रित होता है क्योंकि जड़ता हमेशा यह सुनिश्चित करेगी कि टॉरक में सभी दोलनों को ओमेगा पर प्रतिबिंबित नहीं किया जाएगा क्योंकि टॉरक दोलन मूल रूप से पर प्रतिबिंबित होते हैं जो इस समीकरण द्वारा दिया है हमने इसे कई बार लिखा है तो संकेत करता है कि J एक स्मूथिंग फैक्टर की तरह काम करने जा रहा है फिर मैं गति में भिन्नता को टॉरक भिन्नता के संबंध में देख रहा हूं इसलिए अगर मैं कहता हूं कि गति विशेष रूप से 20 मिली सेकंड के चक्र में काफी स्थिर है तो मैं सिर्फ 20 मिली सेकंड देख रहा हूं 20 मिली सेकंड के चक्र के दौरान मैं गति को लगातार स्थिर रूप से देख रहा हूं क्योंकि यांत्रिक समय स्थिरांक आम तौर पर सेकंड के क्रम के होते हैं इसलिए यदि यह स्थिर है तो स्पष्ट रूप से ओमेगा Omega ω एक स्थिर है तो T को अनिवार्य रूप से P में विविधताओं को प्रतिबिंबित करना होगा यदि इस समीकरण से शक्ति बहुत स्पष्ट रूप से दोलन कर रही है यदि ओमेगा Omega ω स्थिर है तो Te आवश्यक रूप से शक्ति में भिन्नता को प्रतिबिंबित करना है कोई अन्य विकल्प नहीं है इसलिएअगर टॉरक लगातार दोलनशील है तो यह मुझे यह पसंद हो या नहीं यहां ओमेगा में एक छोटा सा परिवर्तन होगा एकल फेज मशीन में किसी भी समय 0 नहीं होगा l एकल फेज मशीन में नियम के रूप में आप देखेंगे कि गति कभी भी स्थिर नहीं होगी जैसे कि यदि यह 1500 आरपीएम है तो यह 1490 और 1510 के बीच जा सकता है यह दोलन करता रहेगा अगर मैं गति के लिए एक बहुत सटीक नियंत्रण तंत्र चाहता हूं जहां मैं गति में किसी भी दोलन को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं यहां तक कि गति में छोटे दोलन भी नहीं कर सकता मैं एकल चरण मशीन के लिए नहीं जा सकता और दूसरी बात यह है कि जब भी मैं यह देखने जाऊंगा कि गति में दोलन है तो अधिक कंपन होगा अधिक शोर होगा l इसलिए अगर मैं 1 kW मशीन के बारे में बात करू जो कि सिंगल फेज मशीन है तो शोर अभी भी सहनीय है अगर मैं 500 kW की मशीन या 850 kW की मशीन के बारे में बात कर रहा हूं जैसे कि हम कर्षण में जो उपयोग करते हैं उस तरह के शोर को झेलना असंभव होगा फिर यहा एक दोलन है इसलिए सिंगल फेज मशीन को एक नियम के रूप में लगभग 3 से 5 किलोवाट से परे उपयोग नहीं किया जाता है हम अधिकतम सिंगल फेज मशीन का उपयोग केवल 3 से 5 किलोवाट के लिए करते हैं आइए अब हम 3 फेज इंडक्शन मशीन के संचालन के सिद्धांत पर चलते हैं इसके लिए हमें घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र नामक चीज़ को समझना होगा यह टेस्ला द्वारा की गई शानदार खोज है और यह अनिवार्य रूप से बताता है कि जब 3 फेज स्पेस डिस्ट्रीब्यूटर बाइंडिंग space distributed winding को 3 फेज टाइम शिफ्टेड करंट देंगे तो आपको एक रिवाल्विंग मैग्नेटिक फील्ड एक घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगी आइए हम सबसे पहले वास्तव में जांच करें कि यह कैसे उत्पन्न होता है l इसलिए हम सबसे पहले इसे ग्राफिकली देखेंगे कि क्यों 3 फेज टाइम शिफ्टेड करंट को 3 फेज स्पेस डिस्ट्रीब्यूटर बाइंडिंग space distributed winding को देना है और क्यों यह एक घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा l तो आइए हम घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र सिद्धांत को देखने का प्रयास करें हम कहते हैं कि मैं 3 चरण के साथ स्टेटर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जो कि बाइंडिंग वितरित नहीं करता है क्योंकि यह मेरे लिए खींचना मुश्किल है इसलिए मैं इसे केवल केंद्रित वाइंडिंग के साथ खींचने जा रहा हूं इसलिए मैं इसे A और A' कहूंगा और मैं इसे B कहूंगा और मैं इसे B कहूंगा और तीसरा मैं C दिखाने जा रहा हूं और यह C' है ये 3 फेज बाइंडिंग हैं जो मैं पूरी तरह से नहीं दिखा रहा हूं केवल उन छोरों को मैं मूल रूप से क्रॉस सेक्शन के रूप में दिखा रहा हूं अब अगर मैं A फेज अक्ष को एक डॉट की तरह मान लूं तो A फेज चुंबकीय क्षेत्र अक्ष इस तरह से होगा इसलिए मैं A फेज अक्ष को कुछ इस तरह दिखा रहा हूं और B फेज अक्ष 120 डिग्री स्थानांतरित हो जाएगा C फेज अक्ष को 120 डिग्री और आगे स्थानांतरित किया जाएगा तो ये 3 मेरे पास क्रमशः A B और C चरणों के चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के रूप में हैं अब यदि मेरे पास केवल 1 फेज बाइंडिंग है तो सबसे पहले मुझे यह जांचना है कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा दिख रहा है तो मैं केवल एक समय में केवल एक फेज को देखने जा रहा हूंl तो मान लो मैं A फेज करंट को 1 फेज phase वाइंडिंग में दे रहा हूं जोकि है l 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर जो कुछ भी मायने नहीं रखता है अब यदि मैं वास्तव में इस करंट में पंप कर रहा हूं तो मान लो मैं इसे Ia कहूं ωt के सन्दर्भ में अगर मुझे लगता है कि मैं इसके माध्यम से करंट में पंप कर रहा हूं और करंट इसी के माध्यम से वापस आ रहा है तो मुझे इस दिशा में एक चुंबकीय क्षेत्र मिलने वाला है मेरा इससे क्या मतलब है मैं शायद उत्तरी ध्रुव यहाँ और दक्षिणी ध्रुव यहाँ और इस तरह से यही है जो मुझे मिलने वाला है l तो इस स्थिति में मुझे कहना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र की ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि करंट की ताकत क्या है क्योंकि एमएमएफ यह तय करने जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की ताकत कितनी है यह मानते हुए कि रेलेक्टेंस बहुत नहीं बदलती है तो इस केस में मेरे पास साइनसोइडल फील्ड कुछ इस तरह से प्राप्त होगी कि यदि मैं कहूं यह तो मुझे शायद यहां पर कहीं शिखर प्राप्त हो और यह कुछ इस तरह से दिखाई देने वाला हैl यह अनिवार्य रूप से θ है इसलिए यह एम एम एफ तरंग होने जा रहा है यह एम एम एफ तरंग है θ के रिस्पेक्ट में मैं एम एम एफ तरंग को स्पेस के रिस्पेक्ट में चित्रित करने जा रहा हू और करंट को समय के रिस्पेक्ट में l तो मैं समय के बारे में बात कर रहा हूं समय t t1पर MMF तरंग है यदि मैं कहता हूं कि मैं समय t t2देख रहा हूं तो मैं समय t t2के बारे में बात कर रहा हूं समय tt2 पर कृपया ध्यान दें कि समग्र करंट अपने आप ही कम हो गया है समय tt2 पर करंट कम हुआ है क्योंकि करंट कम हुआ है MMF वेव का पीक भी उसके परिमाण के अनुसार नीचे आ जाएगा इसलिए मुझे शायद समय tt2 पर MMF वेव मिलने जा रहा है मैं क्या पाने की कोशिश कर रहा हूं अगर मैं एक बार में केवल एक चरण देखता हूं तो मुझे एक स्टैंडिंग एमएमएफ तरंग या स्टैंडिंग फ़लक्स वेव मिलता है यह स्टैंडिंग वेव प्रकृति में स्पंदितहो रहा है यह शिफ्ट नहीं हो रहा है यह यात्रा नहीं कर रहा है यह खड़ा है इसलिए जब भी मेरे पास एक एकल चरण उत्तेजना होती है मैं मूल रूप से एक स्टैंडिंग वेव पैदा करता हूं यह एक यात्रा या घूमने वाला क्षेत्र नहीं बनाएगा इसलिए जब मैं 3 चरण का एक्साइटमेंट देख रहा हूं तो मैं किसी भी बिंदु पर इन सभी 3 चरणों के परिणाम को देखने जा रहा हूं अगर मैं कहता हूं कि यह θ है तो A चरण अक्ष से एक θ कोण पर मैं यह देखने जा रहा हूं कि सभी 3 चरण MMFs का परिणाम क्या है यही मैं अब देखने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि पल्सेटिंग MMF वेव या स्टैंडिंग MMF वेव क्या है परिणामी MMF या परिणामी क्षेत्र क्या है जो हम सभी 3 चरणों से प्राप्त करने जा रहे हैं इसलिए अगर मैं कहता हूं कि किसी भी समय में Aफेज का एमएमएफ क्या है मुझे कहना चाहिए कि यह होना चाहिए और θ के रिस्पेक्ट में मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए क्योंकि मैं θ के साथ घटक का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं l मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं FB क्या है यह होगा N किसी भी चरण में घुमावों की संख्या है मैं मान रहा हूं कि सभी 3 चरण वाइंडिंग संतुलित हैं अर्थात सभी 3 चरणों में घुमावों की संख्या समान है दूसरे मामले में अब समग्र MMF के रूप में इन सभी 3 MMF का योग होगा विश्लेषणात्मक रूप से ऐसा करने से पहले मुझे पूरी बात को ग्राफिक रूप से देखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आपको भौतिक रूप से भी बेहतर समझ प्राप्त हो सके इसलिए अगर मैंने कहा है कि यह मेरी साइनसोइडल तरंग है जहां तक A चरण का संबंध है मैं अन्य दो को खींचने जा रहा हूं इसलिए मैं सिर्फ 60 डिग्री के अंतराल को चित्रित कर रहा हूं फिर मैं B चरण को खींच रहा हूं और मैं C चरण को खींच रहा हूं मुझे खेद है कि मैं उन्हें पूरी तरह से चित्रित नहीं कर रहा हूं वे सभी स्पष्ट रूप से संतुलित धाराएं होनी चाहिए तो यह iA है यह iB है और यह iC है ωt के संबंध में l 3 चरण धाराओं को मैंने 3 चरण वितरित बाइंडिंग में पंप किया है मुझे प्रत्येक समय के अंतराल को देखना है उदाहरण के लिए मुझे संभवतः tt0 के समय को देखने की कोशिश करने दें सभी 3 MMF तरंगों का योग क्या होगा आखिरकार सभी N एक स्केलर है इसलिए मुझे N को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है ठीक है मैं मूल रूप से देख सकता हूं कि स्पेस के साथ iA iB iC का योग क्या है क्योंकि यह स्पेस वितरित वाइंडिंग है मुझे फिर से दिशाओं को अंकित करना चाहिए जो हमने लिखा है कि A चरण यहां है B चरण यहां कहीं है और C चरण यहां कहीं हैइसी तरह हमने दिशाओं को अंकित किया हैl तो आइए हम यह देखने की कोशिश करें कि इस समय सभी दिशाएँ क्या हैं तो समय पर मुझे कहना चाहिए A चरण में यह केवल 30 डिग्री है इसलिए यदि यह 30 डिग्री है तो यह अनिवार्य रूप से आधा होने जा रहा हूं या जो भी चोटी है मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से चित्रित नहीं किया है लेकिन यह शिखर का आधा है क्योंकि तो मूल रूप से iA होने जा रहा है इसलिए यह मूल रूप से FA के अनुरूप होगा l और अगर मैं देखता हूं कि iC के अनुरूप मूल्य क्या है तो iC भी इसी के जंक्शन पर होता है iC के लिए जीरो क्रॉसिंग यहां है और यह जीरो क्रॉसिंग से लगभग 30 डिग्री दूर है तो वह भी होगा और वह सकारात्मक दिशा में होगा तो मुझे कहना चाहिए कि मेरा iC यहाँ है इसलिए iC शायद यहाँ फिर से है यह भी होगा और यह FC है अब यह iB है iB चरम पर है लेकिन यह है नकारात्मक दिशा में तो वास्तव में iB इस के समान होने जा रहा हूं लेकिन विपरीत दिशा में यह रहा B सही है तो मुझे इसके साथ B खींचना होगा जो Im ही होगा इसलिए यह FBहोगा अब अगर मैं सभी 3 को एक साथ जोड़ देता हूं तो मेरे पास समांतर चतुर्भुज के ला ऑफ एडिशन के अनुसार रिजल्टेंट कुछ इस तरह होने वाला है इसलिए यह लगभग 30 डिग्री या 60 डिग्री है यह 60 होगा मान लीजिए यह भी 60 पूरी तरह से यह 120 होगा A और C के बीच यह 120 है तो यह होने जा रहा है इसलिए मेरे पास 15 गुना Im होने जा रहा है l यह t t0 पर रिजल्टेंट है l यदि मैं किसी और टाइम इंटरवल मान लो जीरो क्रॉसिंग या t t1 पर देखना चाहता हूं l तो मैं इसे पर खींचने का प्रयास करता हूं तो समय में हो रहा है इसलिए मुझे FC FC0 के लिए कुछ भी नहीं खींचना है अब मेरे पास iB होने जा रहा है जो कि वास्तव में उस चोटी से है जो 30 डिग्री बढ़ गया है तो 90 30 120 इसलिए यह sin120 के बराबर होगा लेकिन नकारात्मक दिशा में और अगर मैं इस बिंदु पर A का मूल्य क्या है यह देखने की कोशिश करता हूं तो यह भी के बराबर होगा l इसलिए मैं यह कहने जा रहा हूं कि iA कुछ इस तरह से मेल खाएगा जो वास्तव में मुझे खेद है यह इतनी लंबाई नहीं होगी इसलिए यह होगा यह FA है और यदि मैं FB को चित्रित करने की कोशिश करता हूं तो फिर से नकारात्मक दिशा में है कृपया ध्यान दें यह नकारात्मक करंट है इसलिए हमें फिर से FB कुछ इस तरह से प्राप्त होगा और वह होगा और यह हमारा FB है l अब मैं इन दोनों को जोडने करने जा रहा हूं तो जब मैं इन्हें जोड लूंगा यह मुझे मध्य में कहीं मिलेगा मतलब यहां कहीं तो यह मेरे लिए एक रिजल्टेंट की तरह काम करेगा l तो रिजल्टेंट होगा यह 30 डिग्री स्पष्ट रूप से यह भी 30 है इसलिए यह 60 डिग्री है इसलिए यह मध्य में आएगा l मेरे पास 30 डिग्री फेस शिफ्ट के रूप में है इसलिए आप प्रत्येक 30 डिग्री के अंतराल में ऐसा कर सकते हैं आप देखेंगे कि t0 और t1 के बीच में फेस शिफ्ट 30 डिग्री है l इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में यह 60 डिग्री था अब इसे 30 डिग्री आगे कर दिया गया है इसका मतलब है कि हर समय करंट तरंग में फेज शिफ्ट 30 डिग्री से होता है यहां स्पेस के अनुसार 30 डिग्री शिफ्ट या मूवमेंट MMF वेब में होगा l तो यह स्पेस मूवमेंट है जबकि यह टाइम शिफ्ट है इसलिए मुझे मूल रूप से कहना चाहिए कि अगर मैं 3 फेज टाइम वितरित करंट को एक 3 फेज स्पेस वितरित वाइंडिंग में देता हूं मैं देख रहा हूं कि मुझे एक MMF तरंग मिलने वाली है जो सिनुसोइडल वेव की ऑसिलेटरी गति जो करंट तरंग है से घूमती रहेगी इसलिए मैं कह सकता हूं कि यदि ओमेगा करंट की आवृत्ति है तो घूर्णन गति चुंबकीय क्षेत्र की होने वाली है जो स्पेस में ओमेगा रेडिएशन प्रति सेकंड होने वाली है यह दोनों 1 और बिल्कुल एक समान हैं सही हैं आइए हम यह देखने की कोशिश करें कि क्या हम विश्लेषणात्मक रूप से कर रहे हैं तब भी समान परिणाम मिलता है यह अनिवार्य रूप से एक ग्राफिकल प्रूफ है हम ग्राफिकल प्रूफ को देखने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि हम MMF वेव के कंपोनेंट को θ दिशा में लेते हैं क्या हम अंततः एक घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कृपया ध्यान दें कि घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र में एक स्थिर परिमाण है जो 15Im से टर्न की संख्या का गुणा है l इसलिए हमने पिछले पृष्ठ में क्या किया था हमने पहले ही लिखा था कि ये प्रत्येक चरण के अनुरूप MMF अभिव्यक्तियाँ हैं यह A चरण B चरण और C चरण है और यदि मैं चाहता हूं कि समग्र MMF की गणना की जाए मूल रूप से मुझे लिखना है यह वही है जो मुझे जोड़ना है और iA क्या है iA A चरण करंट है जो साइनसुयोडली या कोसाइनॉइडली ऑसिलेटिंग भी है तो मुझे लिखना चाहिएl हम लिखने का प्रयास करें यदि आप याद कर सकते हैं कि कृपया ध्यान दें कि B चरण करंट A चरण करंट से 120 डिग्री पीछे है तो यह पिछड़ रहा है छात्र आप B बाइंडिंग एक्सेस को A के रिस्पेक्ट में आगे क्यों दिखा रहे हैं प्राध्यापक यहाँ स्पेस के अनुसार हम दिखा रहे हैं कि B चरण के लिए हमारे पास जो वुंड है वह अग्रणी है एक विशेष कारण है आम तौर पर जब हम एक सिंक्रोनस मशीन को देख रहे होते हैं तो मैंने आपको बताया कि घुमावदार संरचना इंडक्शन और सिंक्रोनस मशीन के लिए समान हैं मैं एक सिंक्रोनस मशीन को देख रहा हूं मेरे पास A चरण B चरण और C चरण घुमावदार है जो मैंने खींचा है वह इस तरह से है कि पहले A चरण आता है फिर C चरण आता है फिर B चरण आता है लेकिन एक सिंक्रोनस मशीन में क्या होता है स्टेटर में 3 चरण वाइंडिंग होती है जिसे सिंक्रोनस मशीन के आर्मेचर के रूप में जाना जाता है रोटर में मूल रूप से चुंबक होता है रोटर में एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होने वाला है तो क्या होता है रोटर के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को टरबाइन की मदद से घुमाया जा रहा है इसलिए जब इसे घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाया जाता है तो कृपया इसके बारे में सोचें पहले यह A से मिल जाएगा इसके बाद यह B से मिल जाएगा इसके बाद यह C के साथ मिलेगा इसलिए EMF इंड्यूस्ड ऐसा होगा कि A चरण को EMF मिलेगा 0 पर फिर दूसरा मिलता है पहला EMF से 120 डिग्री दूर और C चरण में एमएमएफ या ईएमएफ मिलता है जो कि B चरण से एक और 120 डिग्री दूर होता है इसीलिए ऐसा लगता है कि यह उलटा है क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं हम हमेशा इस तथ्य के संबंध में वाइंडिंग को देखते हैं कि यह एक जनरेटर की तरह है जनरेटर संचालन के लिए अगर चुंबक को घुमाया जा रहा है और हमारी पारंपरिक रोटेशन की दिशा घड़ी विरोधी दिशा है इसलिए जब हम इसे देखते हैं तो हम हमेशा वाइंडिंग को इस तरह व्यवस्थित करना चाहते हैं कि A फेज पहले आए फिर B फेज आए फिर C फेज आए इसलिए आप सामान्य रूप से देखेंगे कि ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पास है अंकन में नासमझ लेकिन हम नहीं हैं मूल रूप से हम जनरेटर की दृष्टि से पूरी बात देख रहे हैं कि बस यही बात है इसलिए अगर हम इसे देख रहे हैं तो यह कुल MMF है स्पष्ट रूप से यह प्लस यह 3 चरण जैसा है तात्कालिक करंट मूल्य हैं अगर मैं जोडू तो यह घटक गायब होने जा रहा है यह मुझे कोई परिणामी मूल्य नहीं देगा क्योंकि यह जहाँ or इस तरह मैं इसे लिख सकता हूं or इसलिए स्पष्ट रूप से यह एक सामान्य 3 फेज सिस्टम की तरह है जहाँ तात्कालिक मान 0 तक जुड़ता हैं इसलिए यह किसी भी चीज में योगदान नहीं करेगा जहां यह योगदान करने जा रहा है वह हैं इसलिए यह विशेष अभिव्यक्ति वास्तव में मुझे बताती है कि मुझे एमएमएफ तरंगMMF wave flux wave एअर गैप में मिलता है अगर मैं स्टेटर को देखता हूं जो इस तरह की आंतरिक परिधि के साथ घुमावदार है l मैं मूल रूप से स्टेटर की आंतरिक सतह में हवा के अंतराल में यहाँ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्राप्त करने जा रहा हूं तो यह एक सह साइनसॉइडल तरंग होने जा रही है शायद या एक साइनसॉइडल तरंग जहां चोटी लगातार स्थानांतरित हो रही है इसलिए मेरे पास लगातार चोटी होगी जो शायद यहां होगी है यहाँ होगी इधर होगी किसी भी बिंदु पर or है जो उस बिंदु से मेल खाती है जिस पर चोटी स्थित है इसलिए मेरे पास मूल रूप से एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होने जा रहे हैंऔर मैं इसे भौतिक रूप से उसी गति से घुमाता हूं जैसे कि ओमेगा मेरे पास वास्तव में यहां कोई चुंबक नहीं है जो मैंने किया है वह केवल एक 3 फेज टाइम डिस्ट्रीब्यूटर करंट को मैंने स्पेस डिस्ट्रीब्यूटर बाइंडिंग में वितरित किया है जिसने वास्तव में एक चुंबक के भौतिक रूप से होने और इसे एक गति से घुमाने का प्रभाव पैदा किया है जिसे सिंक्रोनस स्पीड के रूप में जाना जाता है हम इस ओमेगा गति को सिंक्रोनस गति कहते हैं इसलिए सिंक्रोनस स्पीड करंट की आवृत्ति से पूरी तरह से बिगड़ती है जिसे मैं अपने 3 चरण मशीन में इंजेक्ट कर रहा हूं और इसे एक संतुलित करंट होना है इसलिए मैं कहता हूं कि टेस्ला द्वारा यह एक शानदार खोज है और जहाँ तक मुझे याद है कि टेस्ला द्वारा 1879 या 1880 में की गई डिज़ाइन और आज की इंडक्शन मशीनों के बीच बहुत ही सीमित अंतर है शायद ही कोई डिज़ाइन अंतर है इसलिए इस विशेष खोज के बाद ही 3 चरण बेहद लोकप्रिय हो गए और टेस्ला ने पहली इंडक्शन मशीन बनाई जो वास्तव में सभी उद्योगों के लिए काम की बन गई